छात्रों आपका स्वागत करते हैं हम इन्वेंट्री प्रबंधन सीखने की प्रक्रिया में है कि कैसे इन्वेंट्री की राशि तय करने वाली इन्वेंट्री में निवेश करें जो कि अनुकूलतम राशि होगी इसलिए पिछली कक्षा में मैं आपसे कुछ लागतों के बारे में बात कर रहा था जो इन्वेंट्री को बनाए रखने से संबंधित नहीं हैं दोनों ही मामलों में हमारे पास लागत है जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वेंट्री को बनाए रखने के मामले में हमारे पास वहन लागत धारण लागत शिपिंग लागत है इसलिए इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करना और कुछ समय अगर ऐसी स्थिति आती है कि रिटेलर द्वारा या शायद निर्माता द्वारा प्राप्त एक आदेश है और वह उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तब उपभोक्ता के लिए यह एक अच्छा कदम नहीं होगा यह उपभोक्ता पक्ष की ओर से स्वागत योग्य कदम नहीं होगा वह इसे पसंद नहीं करेगा और कुछ समय बाद हम महसूस करते हैं कि यह प्रतिक्रिया बहुत तेज नहीं है जहां तक उपभोक्ता का संबंध है लेकिन उपभोक्ता के मन में कभी कभी यह तीव्र प्रतिक्रिया होती है कि यह कंपनी नहीं है आप इसे कंपनी कह सकते हैं जो लोगों या उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखता है या कुछ समय बाद यह रिटेलर उचित खुदरा विक्रेता नहीं है और वहाँ है रिटेलर के शेल्फ पर सामानों की कमी है और ऐसे खुदरा विक्रेताओं के पास वापस आने का मन नहीं करता है इसलिए स्टॉक आउट लागत बहुत बड़ी लागत है बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं या कभी कभी वे स्टॉकआउट के कारण आने वाली समस्या की गंभीरता को नहीं समझते हैं इसलिए हमें ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं देनी चाहिए जैसे हमारे पास आदेश हैं लोग किसी कंपनी या कुछ खुदरा विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन हम उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं ताकि समस्या पैदा हो वह स्थिति भी सामने नहीं आनी चाहिए और अगर वह स्थिति सामने आती है और यदि कोई कहता है कि शायद खुदरा विक्रेता या वितरक या निर्माता खरीदारों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो यह एक बड़ी समस्या पैदा करता है और इसकी एक बड़ी लागत है यह खोई हुई बिक्री की ओर जाता है यह एक सीधा प्रभाव है लेकिन प्रतिष्ठा की हानि सद्भावना की हानि या ग्राहक की पसंद का नुकसान ये कुछ अप्रत्यक्ष लागतें हैं जो कभी कभी बहुत भारी होती हैं और यह धारणा देता है कि ये कंपनियां या ये रिटेलर्स या ये लोग लोगों की जरूरतों का ध्यान नहीं रखते हैं कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आप किसी स्टोर या किसी दुकान पर जाते हैं और आपके दिमाग में कुछ ऐसा होता है जैसे मैं आज एक विशेष प्रकार का शैम्पू खरीदना चाहता हूँ या शायद कुछ कॉस्मेटिक या शायद दैनिक उपयोग की कोई चीज़ या कुछ नमकीन खाने के लिए बात करें आप इसे स्नैक्स कह सकते हैं इसलिए ये चीजें जब हम स्टोर पर नहीं पाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम कुछ करना चाहते थे लेकिन यह उपलब्ध नहीं है तो अंततः यह एक समस्या पैदा करता है पहले यह उपभोक्ता को परेशान करता है और इसके बाद का प्रभाव वितरक खुदरा विक्रेता या कंपनी को भी होता है इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि हम मौजूदा परिसंपत्तियों के सही स्तर को बनाए रखने की बात क्यों कर रहे हैं हम वर्तमान परिसंपत्तियों के इष्टतम स्तर को बनाए रखने की बात कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान परिसंपत्तियों से हमें वर्तमान देनदारियों का भुगतान करना होगा हमें कंपनी में उस तरह की सहजीविता पैदा करनी होगी कि यह केवल वर्तमान संपत्तियाँ हैं जो नकदी पैदा करेंगी और वर्तमान परिसंपत्तियों से ही हमें वर्तमान देनदारियों के लिए भुगतान करना होगा हो सकता है कि यह एक सहज वित्त हो या चाहे इसे वित्त के अल्पकालिक स्रोत कहा जाए हमें वर्तमान देनदारियों का भुगतान करना होगा इसलिए वर्तमान देनदारियां भुगतान के कारण बहुत जल्दी हो जाती हैं इसलिए हमें इस बारे में बहुत सावधान रहना होगा और किसी भी विशेष समय पर हम वर्तमान देनदारियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि जब वे फर्म के कारण तकनीकी रूप से दिवालिया माना जाता है हर कोई समझता है कि फर्म अच्छा है कुल मिलाकर कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य अच्छा है यह बहुत बड़ी कंपनी है यह एक बड़ा संगठन है कंपनी की संपत्तियां कंपनी की देनदारियां कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन कंपनी की लाभप्रदता इस बारे में कोई संदेह नहीं है यह एक साधन है जो एक समानांतर संगठन है लेकिन आप यह देखते हैं कि यदि आप उस समय भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं जब इसे बनाया जाना है तो दूसरी तरफ क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है आपकी कंपनी कितनी लाभदायक है संपत्ति और देनदारियों का स्तर कितना ऊंचा है अगर हम उन देनदारियों की सेवा करने में सक्षम नहीं हैं अगर हम उन देनदारियों को वापस नहीं कर पा रहे हैं और जब वे उस मामले में कारण बनते हैं तो समस्या आती है इसलिए हमें इस तरह की समस्याओं से बचना चाहिए इसलिए आप देखते हैं कि हम वर्तमान संपत्ति के इष्टतम स्तर के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं विशेष रूप से उन परिसंपत्तियों में जो कम से कम तरल हैं और एक सूची है इन्वेंटरी कम से कम तरल है इसलिए हमें इन्वेंट्री के इष्टतम स्टॉक का निर्माण करना चाहिए नहीं तो क्या होगा जैसा कि हम स्टॉक आउट लागत के बारे में बात कर रहे हैं कि उसी तरह नकदी से बाहर स्टॉक होगा उदाहरण के लिए हमने नकदी को समाप्त कर दिया जो भी वर्तमान संपत्ति के रूप में नकदी थी वह शायद हाथ में नकदी या बैंक में नकदी थी इसी तरह हमने क्रेडिट बिक्री को भी समाप्त कर दिया है जो कि प्राप्य खाता भी है और अब हमें इन्वेंट्री पर निर्भर रहना होगा और अगर इन्वेंट्री बिक्री योग्य नहीं है तो यह कैश में परिवर्तन योग्य नहीं है कंपनी अपनी देनदारियों वर्तमान देनदारियों को उस समय प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है जब वे देय हो गए तो यह एक तकनीकी दिवाला माना जाता है यह तकनीकी दिवालिया होने की स्थिति है क्योंकि फर्म दिवालिया नहीं है फर्म अच्छी है एक अच्छा वित्तीय स्वास्थ्य है लेकिन इसे तकनीकी दिवालिया कहा जाता है तो ऐसा ही मामला है कि जब हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वही स्थिति पैदा होती है हम उपभोक्ता के रूप में एक उत्पाद खरीदना चाहते हैं लेकिन उत्पाद नहीं है तो हम समझते हैं कि कंपनी अच्छी है कंपनी का उत्पाद अच्छा है सब कुछ अच्छा है लेकिन उस समय के उस विशेष समय पर जब कंपनी किसी की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है किसी भी उपभोक्ता की जरूरत इसलिए उपभोक्ता को लगता है कि यह कंपनी तकनीकी रूप से दिवालिया है ऐसी स्थिति न आए इसलिए हमें ध्यान से स्टॉक आउट स्थिति के बारे में सोचना चाहिए और हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए इस बारे में कई बार आपने देखा होगा कि जब हम किसी दुकान पर कुछ वितरकों या कंपनियों के कुछ सेल्समैन से मिलने जाते हैं तो वे स्वयं दुकानों पर जाते हैं और दुकानदार या शायद रिटेलर स्टोर के मालिक की अनुमति से वे स्वयं अलमारियों का प्रबंधन करते हैं वे अपने सामान को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ वे आसानी से कह सकें कि ग्राहक आसानी से देख सकता है क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अगर कुछ शेल्फ पर उपलब्ध है और यह आकर्षक लग रहा है तो हम इसे खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन कभी कभी हम अनजाने खरीदारी के लिए भी जाते हैं तो यह भी एक कौशल है कि आप अपनी कंपनी अपने वितरकों अपने विक्रेता बिक्री बल और रिटेलर को इस तरह से कुशल तरीके से शो का प्रबंधन कर रहे हैं कि ग्राहक सामान खरीदना नहीं चाहता है विशेष प्रकार का सामान लेकिन वे इसे खरीदने के लिए बाध्य हैं क्योंकि वे इसे खरीदने के लिए मजबूर हैं क्योंकि यह बहुत आकर्षक लग रहा है क्योंकि यह शेल्फ पर उपलब्ध है तो यह कहानी का एक और हिस्सा है वह एक और पक्ष है इसलिए हमें इस चरम को आने नहीं देना है कि हमारा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी खरीदने के लिए दुकान पर आता है और वह स्टॉक उस समय उपलब्ध नहीं होता जब हम उसे खरीदना चाहते हैं इसलिए स्टॉक आउट लागत मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा था जो कि बहुत अधिक लागत है हमें इस लागत से बचना चाहिए और हर समय सभी तरह की चीजों की पर्याप्त सूची को बनाए रखना चाहिए मैं आपको एक सर्वेक्षण का उदाहरण दे रहा था जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसरों और उनके एक अन्य साथी द्वारा संचालित किया गया था जिन लोगों ने सर्वेक्षण किया था उनमें से तीन ने सर्वेक्षण किया था और कहा था कि 29 देशों में 71000 उपभोक्ताओं पर सर्वेक्षण हुआ है एक सर्वेक्षण किया गया ये 2 हार्वर्ड प्रोफेसर जो डैनियल कोरस्टेन और थॉमस ग्रुएन हैं उन्होंने 29 देशों में 71000 उपभोक्ताओं पर एक सर्वेक्षण किया ताकि यह पता चले कि जब वे सही उत्पाद खोज नहीं पाते हैं और वे स्टॉकआउट पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जब सटीक उत्पाद वे खरीदने के लिए बाहर हैं लेकिन उत्पाद शेल्फ पर उपलब्ध नहीं है इसका मतलब है कि इसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं ज्यादातर वे मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं हैं लेकिन हमें एक शोधकर्ता के रूप में एक शोधकर्ता के रूप में सोचना होगा हमें उन प्रतिक्रियाओं को पकड़ना होगा और हमें उस समय समझना होगा कि ग्राहक कैसा महसूस करता है तो ग्राहक कैसा महसूस करता है यहां वह चित्र है जो उन्होंने प्रस्तुत किया है और उन्होंने अपने कुल उपभोक्ताओं 71000 उपभोक्ताओं को विभाजित किया है जिन्होंने उनका साक्षात्कार लिया और उनसे जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया उन्होंने अंत में कहा कि ग्राहक 5 निर्णयों में से एक का निष्कर्ष निकालता है इन 5 निर्णयों में से कुछ कंपनी के हित में नहीं हैं कुछ समय के लिए वे खुदरा विक्रेता के हित के खिलाफ हैं तो इसका मतलब है कि चाहे वह रिटेलर हो चाहे वह कंपनी है दोनों नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं और दोनों उस लागत का भुगतान करने जा रहे हैं जो खोई हुई बिक्री के संदर्भ में प्रत्यक्ष लागत और खोई प्रतिष्ठा सद्भावना के मामले में अप्रत्यक्ष लागत है ताकि इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो अब देखें कि जब वह यात्रा करता है तो ग्राहक कैसा महसूस करता है वह किसी खास चीज को खरीदने के लिए दुकान पर जाता है या उसका इरादा अच्छा है और वह उस समय कैसा महसूस करता है यह शेल्फ पर उपलब्ध नहीं है वे किस तरह के फैसले लेते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं पर कब्जा कर लिया है और वे 5 व्यापक श्रेणियों में विभाजित हैं नंबर 1 आइटम की खरीद न करें वे वापस आते हैं और वे आइटम नहीं खरीदते हैं तो 71000 उपभोक्ताओं में से कितने ने कहा कि वे आइटम नहीं खरीदते हैं केवल 9 ठीक है अगर यह आज उपलब्ध नहीं है तो मैं इसे बाद में खरीदूंगा लेकिन मैं किसी अन्य विकल्प को नहीं खरीदूंगा मैं किसी दुकान पर नहीं जाऊंगा मैं स्टोर की जगह नहीं कहूंगा मैं उत्पाद को प्रतिस्थापित नहीं करूंगा मैं किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करूंगा मैं उत्पाद नहीं खरीदूंगा और वह वापस आएगा फिर भी यह उतना बुरा नहीं है यदि वह व्यक्ति उत्पाद नहीं खरीद रहा है तो आप कम से कम एक पल के लिए बिक्री खो देते हैं लेकिन अगली बार वह दुकान पर जाता है और यदि उत्पादन उपलब्ध है तो वही कंपनी वही खुदरा विक्रेता बाजार में बिक्री कर सकती है और उत्पाद हो सकता है बेच दिया केवल समय का अंतर था बुरा नहीं वह बुरा नहीं यह बुरा है लेकिन यह बुरा नहीं है अब दूसरा मामला खरीद में देरी का है कुछ समय हम खरीद भूल जाते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं हम इसे खरीदने नहीं जा रहे हैं लेकिन वह इसे बाद में खरीद सकता है लेकिन दूसरी चीज खरीद में देरी है यह भी बुरा नहीं है 15 लोग कहते हैं कि ठीक है अगर यह आज उपलब्ध नहीं है तो मैं इसे बाद में सही पर खरीदूंगा इसलिए वह खरीद में देरी करेगा फिर से वह किसी विकल्प की तलाश नहीं करेगा उत्पाद या स्टोर का विकल्प नहीं और वे फिर से वापस आना चाहते हैं और उसी उत्पाद को उसी स्टोर से खरीदना चाहते हैं इसलिए 50 या 15 लोगों ने कहा है कि हां हम इसे बाद की तारीख में खरीदेंगे तो इसका मतलब 100 उपभोक्ताओं में से 24 उपभोक्ता कहते हैं कि या तो मैं इसे नहीं खरीदूंगा तो इसका मतलब है कि वह फिर कभी कभी सोच सकता है कि ठीक है मुझे बाहर जाने और उत्पाद की तलाश करने के लिए लेकिन दूसरी श्रेणी में 15 लोग कहते हैं कि आज नहीं मैं कल आऊंगा और वे खरीदारी में देरी करते हैं लेकिन वे विकल्प की तलाश नहीं करते हैं दोनों ही मामलों में 24 उपभोक्ता बहुत हानिकारक नहीं हैं लेकिन फिर भी यह अच्छा नहीं है उस तरह की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए तीसरा फैसला वे लें अलग अलग ब्रांड यह लोगों की एक बड़ी मात्रा है 26 लोगों का कहना है कि अगर यह उपलब्ध नहीं है तो मैं किसी अन्य कंपनी का उत्पाद खरीदूंगा तो इसका मतलब है कि उस मामले में क्या हुआ कंपनी कीमत चुकाने जा रही है कंपनी ने बिक्री खो दी आप कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर कोई इसे नहीं खरीदता है या कोई व्यक्ति कंपनी के उत्पाद के साथ एक्स कंपनी के उत्पाद को बदल देता है तो यह कैसे मायने रखता है लेकिन यह मायने रखता है यह एक जगह पर नहीं होता है यह कई स्थानों पर होता है तो वह व्यक्ति यदि दूसरी कंपनी के उत्पाद को पसंद करता है तो वह कभी भी पहले उत्पाद पर वापस आना पसंद नहीं कर सकता है इसलिए पहला उत्पाद हमेशा के लिए बाजार में खो जाता है उपभोक्ता ने संभावित बिक्री को हमेशा के लिए खो दिया तो इसका मतलब है कि विभिन्न ब्रांडों को स्थानापन्न करना यह निर्माता के लिए ब्रांड के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है उदाहरण के लिए हम एक विशेष प्रकार के शैम्पू को खरीदना चाहते हैं हम हेड और शोल्डर खरीदते हैं हम हेड एंड शोल्डर के उपयोगकर्ता हैं लेकिन जब हम बाहर गए कि हेड और शोल्डर का एक विशेष संस्करण जिसे हम खरीदना चाहते हैं और यदि वह शेल्फ पर कहने पर उपलब्ध नहीं है लेकिन किसी भी तरह से मुझे वह ठीक दिखाई देता है यदि हेड और शोल्डर उपलब्ध नहीं है जो कि मैं सामान्य रूप से उपयोग करूंगा अगले या दूसरे ब्रांड के लिए जाएं जो शेल्फ पर उपलब्ध है उदाहरण के लिए LOreal शेल्फ पर उपलब्ध है इसलिए लोग लोरियल के साथ हेड और शोल्डर की जगह लेंगे और अगर वे इसे पसंद करते हैं अगर वे इसका उपयोग करते हैं और यदि वे इसे पसंद करते हैं तो शायद वे इसे हमेशा के लिए बदल देंगे इसलिए हेड और शोल्डर उस व्यक्ति की पसंद से बाहर हो जाते हैं और शैम्पू के ब्रांड को लोरियल द्वारा बदल दिया जाता है ताकि आप यह देख सकें कि यह हेड और शोल्डर के निर्माता को बिक्री का नुकसान है चौथा निर्णय वे ले रहे हैं एक ही ब्रांड उसी ब्रांड को प्रतिस्थापित करें हेड एंड शोल्डर एक ब्रांड है लेकिन यह एक ही कंपनी से हो सकता है अन्य ब्रांड भी हो सकता है वे शैम्पू का उपयोग करेंगे वे जानते हैं कि हेड और शोल्डर का निर्माण कौन करता है इसलिए अगर वही कंपनी कम से कम शैम्पू के दूसरे ब्रांड का निर्माण करती है तो वे इसे उसी ब्रांड के साथ बदलना पसंद करेंगे तो उस मामले में यह निर्माता को बिक्री का नुकसान नहीं है यह खुदरा विक्रेता को नहीं है और उपभोक्ता की ओर से बहुत बुरा निर्णय नहीं है यह निर्माता या खुदरा विक्रेता के हित के खिलाफ नहीं है लेकिन फिर भी यह एक अच्छा अभ्यास नहीं है अंतिम निर्णय किसी अन्य स्टोर पर आइटम खरीदना है यदि वे किसी अन्य स्टोर में आइटम खरीदते हैं तो इसका नुकसान किसका है यह खुदरा विक्रेता का नुकसान है यह स्टोर का नुकसान है क्योंकि वह रिटेलर वह स्टोर उस उपभोक्ता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता जो उस स्टोर पर नियमित रूप से आता है उस दिन उसे उत्पाद नहीं मिला वह इंतजार नहीं करेगा वह निर्णय लेने में देरी नहीं करेगा वह यह नहीं कहेगा कि खरीद बंद करो वह तुरंत दूसरे स्टोर पास की दुकान पर जाएगा और वह उसी उत्पाद को उस स्टोर से खरीदेगा तो यह खुदरा विक्रेता को बिक्री का नुकसान है तो इसका मतलब है कि कुछ मामलों में निर्माता और खुदरा विक्रेता दोनों को नुकसान होता है कुछ मामलों में निर्माता को नुकसान होता है कुछ मामलों में खुदरा विक्रेता को नुकसान होता है इसलिए हर कोई कीमत चुका रहा है और हम समझ गए हैं कि लागत दोनों प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष है इसलिए इस तरह की स्थिति को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए और हमें पर्याप्त इन्वेंट्री बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इन्वेंट्री को एक स्तर से परे बनाए रखें क्योंकि अन्यथा ऐसा नहीं होगा कि हम बिक्री सुनिश्चित करना चाहते हैं लेकिन हम भुगतान कर रहे हैं इन्वेंट्री में भारी मात्रा में धनराशि को निर्माता के स्तर पर शायद खुदरा विक्रेता के स्तर पर शायद वितरक के स्तर पर निवेश करके अतिरिक्त वित्तीय लागत वह भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं फिर से इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हमें सूची के इष्टतम स्तर की तलाश करनी होगी जो सभी हितधारकों की जरूरतों को पूरा करे अब आगे क्या पता चला है सर्वेक्षण से पता चला है कि इस चीज़ को देखो सर्वेक्षण के आगे निष्कर्ष यह है कि स्टॉकआउट के मामले में उपभोक्ता वास्तव में क्या करते हैं एक और स्टोर पर आइटम खरीदें अब हमारे यहां चार तरह के उत्पाद हैं सर्वेक्षण में 4 तरह के उत्पाद शामिल थे पहला उत्पाद सौंदर्य प्रसाधन था दूसरा शैंपू था तीसरा कॉफी था और चौथा नमकीन स्नैक्स था ये 4 उत्पाद थे और ये बड़े पैमाने पर उपभोक्ता उत्पाद हैं देखें स्टॉकआउट का प्रभाव उपभोक्ता उत्पादों पर अधिक होता है उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर कम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर कम यह उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर भी कम है उदाहरण के लिए यदि आप रंगीन टीवी खरीदना चाहते हैं हमने पहले ही तय कर लिया है क्योंकि कलर टीवी एक तरह का उत्पाद है जिसे हम रोज नहीं खरीदते हैं हम एक बार में ही खरीद लेते हैं इसलिए अगर हमने मन में ठान लिया है कि हम केवल सैमसंग कलर टीवी या सोनी कलर टीवी या एलजी कलर टीवी ही खरीदेंगे तो यह फैसला पहले से ही दिमाग में है जब हम किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सैमसंग टीवी है या नहीं लेकिन अगर सैमसंग टीवी या सैमसंग टीवी का वांछित संस्करण अगर यह उस समय उपलब्ध नहीं है तो हम दो निर्णय लेते हैं या तो हम किसी अन्य स्टोर किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाते हैं या हम खरीदारी को स्थगित कर देते हैं क्योंकि उपभोक्ता ड्यूरेबल्स के मामले में ब्रांड कुछ ऐसा है जिसे हम बार बार बदलना नहीं चाहते हैं हम सैमसंग या सोनी या एलजी से संतुष्ट हैं इसलिए आखिरकार सैमसंग उत्पाद सैमसंग कलर टीवी खरीदना होगा अगर यह आज उपलब्ध है तो मैं इसे आज खरीदूंगा यदि यह एक दुकान में उपलब्ध नहीं है तो दूसरी दुकान में मैं दूसरी दुकान पर खरीदूंगा लेकिन किसी भी तरह मुझे इसे खरीदना होगा केवल सैमसंग तो यह सैमसंग को बिक्री का नुकसान नहीं है लेकिन उस विशेष समय में स्टोर पर बिक्री का नुकसान है यदि वह किसी अन्य स्टोर पर उत्पाद खरीदता है तो यह स्टोर की समस्या है तो इसका मतलब यह है कि उस मामले में इसका असर कंपनी के रिटेलर पर उतना नहीं है लेकिन उपभोक्ता उत्पाद के मामले में जो हम दैनिक आधार पर खरीदते हैं यदि वह एक शेल्फ या एक दुकान पर उपलब्ध नहीं है तो हम तुरंत दूसरे स्टोर पर जाते हैं यदि एक कंपनी का उत्पाद उपलब्ध नहीं है तो हम दूसरी कंपनी के उत्पाद से बदल देते हैं इसलिए हमें एक निर्माता एक वितरक एक विक्रेता के रूप में बहुत सावधान रहना होगा कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो तो अगर आप इस पर नजर डालते हैं तो सौंदर्य प्रसाधन के मामले में उपभोक्ताओं के इन 5 निर्णयों ने कैसे प्रभावित किया है कहते हैं कि पहले किसी अन्य स्टोर में 43 आइटम खरीदें सौंदर्य प्रसाधनों के मामले में यह 71000 में से आधे उपभोक्ताओं के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है वे दूसरे स्टोर पर सौंदर्य प्रसाधन खरीदते हैं तो यह दुकान को बिक्री का नुकसान है फिर 22 लोग देरी से खरीदारी करते हैं वे खरीदारी में देरी करते हैं तो इसका मतलब है कि कम से कम दुकान यह उम्मीद कर सकती है कि यह व्यक्ति फिर से मेरे पास आएगा और तब तक मुझे उत्पाद उपलब्ध कराना चाहिए इसलिए बहुत गंभीर नुकसान नहीं हुआ समान ब्रांड यदि वह उसी ब्रांड को स्थानापन्न करता है तो इसका मतलब है कि यदि एक संस्करण उपलब्ध नहीं है तो दूसरे संस्करण या कॉस्मेटिक और उसी स्टोर और उसी कंपनी के लिए जाएं लेकिन प्रतिष्ठा का कुछ नुकसान हुआ लेकिन बहुत अधिक नहीं अलग अलग ब्रांड इस मामले में यह कंपनी को सीधा नुकसान है यह कंपनी के लिए सीधा नुकसान है 8 लोग कहें बहुत कम लोग ब्रांड बदलते हैं क्योंकि यदि आप किसी एक विशेष ब्रांड के उत्पाद का उपयोग करते हैं तो हम ब्रांड को बहुत बार विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में बदलने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं जो आपकी त्वचा को प्रभावित करते हैं और शायद आपका स्वाद इसलिए हम इसे बहुत बार नहीं बदलते हैं लेकिन कभी कभी हम इस मामले में बदल जाते हैं क्योंकि 8 लोग 8 उत्तरदाताओं ने कहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों के मामले में हम उस उत्पाद को स्थानापन्न करते हैं जिसे हम दूसरे ब्रांड के साथ सामान्य रूप से खरीदते हैं तो यह ब्रांड को बिक्री का नुकसान है न कि स्टोर को और न ही खरीदे जाने वाले सामान को तो अंततः यह दोनों की बिक्री के लिए नुकसान है कि दुकान के लिए भी है कि कंपनी के लिए भी है लेकिन शायद आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसने पूरी तरह से नहीं कहा है कि वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए नहीं जिसे वह बाद में आ सकता है लेकिन समय की निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं यदि वह समय निर्दिष्ट कर गया है कि मैं कल आऊंगा तो वह एक क्षण के लिए भूल जाएगा फिर से वह बात उसके दिमाग में आएगी वह उसी स्टोर पर जा सकता है उत्पाद के लिए देखो अगर यह उपलब्ध है तो वह इसे खरीद लेगा शैंपू के मामले में हमने यहां देखा है कि 32 लोग दूसरे स्टोर पर उत्पाद खरीदते हैं फिर से एक बड़ा हिस्सा विलंब केवल 21 खरीदता है स्थानापन्न 19 है एक अलग ब्रांड के साथ पदार्थ 18 है और खरीद नहीं है उत्पाद छोटी संख्या है जो 10 है कॉफी के मामले में हमने देखा है कि 29 लोग उसी ब्रांड की कॉफी किसी अन्य स्टोर पर खरीदते हैं तो उस स्टोर को बिक्री का नुकसान होता है देरी खरीद 21 तो एक ही ब्रांड 13 स्थानापन्न अलग ब्रांड 20 स्थानापन्न आइटम नहीं खरीद केवल 17 सही है लेकिन यह एक छोटी संख्या नहीं है हमें यह देखना चाहिए कि अगर किसी ने उस उत्पाद को खरीदने का मन बना लिया है तो उसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराया जाना चाहिए यदि उत्पाद उपलब्ध होना चाहिए यहां तक कि उसने फैसला किया कि नहीं उत्पाद नहीं खरीदना है तो यह संभव हो सकता है कि वह कल आएगा यह संभव हो सकता है कि वह हमेशा के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि उसने खरीदारी में देरी नहीं की है उसने निर्णय लिया है कि मैं उत्पाद नहीं खरीदूंगा फिर से वह सोच सकता है लेकिन वह कर सकता है या नहीं नमकीन स्नैक्स के बारे में सोचें 21 क्योंकि स्नैक्स कई कंपनियां बाजार में स्नैक्स का निर्माण और बिक्री करती हैं इसलिए हो सकता है कि यह एक बड़ा अंतर नहीं है इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है कि उदाहरण के लिए हम लेसेस को चिप्स नमकीन चिप्स आलू के चिप्स के रूप में उपयोग करते हैं यदि हम Lays का उपयोग करते हैं और हम कहते हैं कि अभ्यस्त हैं तो हम उन स्नैक्स का सेवन करना पसंद करते हैं जो चिप्स केवल उन नमकीन आलू चिप्स को खाते हैं हो सकता है कि यदि Lays के नीले पैक उपलब्ध नहीं हैं तो मैं हरे रंग के स्वाद में साथ नहीं जा सकता या हो सकता है कि मैं पीले स्वाद के साथ जा सकता हूं जो बहुत सरल है आप इसे केवल नमकीन कह सकते हैं इसमें कोई मसाला नहीं नमकीन स्नैक्स के मामले में 9 लोग देरी से खरीदारी करते हैं ठीक है आज यह उपलब्ध नहीं है मैं कल आऊंगा 20 उसी ब्रांड का विकल्प है इसलिए यदि Lays उपलब्ध नहीं है तो मैं कुछ अन्य कंपनी के चिप्स खरीदूंगा उदाहरण के लिए स्थानीय हल्दीराम के चिप्स उपलब्ध हैं या शायद यह बिकानो के चिप्स उपलब्ध हैं इसलिए हम इसे खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि इस मामले में पेप्सी ने बिक्री खो दी है 25 लोग एक अलग ब्रांड के साथ स्थानापन्न करते हैं और आइटम नहीं खरीदते हैं भूल जाते हैं कि मैं चिप्स नहीं खाऊंगा मैं किसी भी स्टोर पर नहीं जाऊंगा मैं एक नए उत्पाद के साथ नहीं बदलूंगा जो मैं चिप्स नहीं खाऊंगा और यह भी 25 लोगों का एक बड़ा हिस्सा है 71000 उपभोक्ताओं में से यदि वे कह रहे हैं कि 71000 लोगों में से 25 अगर वे कह रहे हैं कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है तो इसका मतलब है कि 16 17000 लोगों ने जवाब दिया है कि वे उत्पाद नहीं खरीदते हैं वे ब्रांड को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं वे स्टोर को नहीं बदलते हैं वे बस एक निर्णय लेते हैं मैं चिप्स लेना चाहता था लेकिन अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो चिंता न करें मैं इसे नहीं लूंगा उस मामले में फिर से निर्माता से लेकर खुदरा विक्रेता तक हर किसी के लिए यह एक बड़ा नुकसान है इसलिए यह एक बहुत बड़ी लागत है और बाजार में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हुए हमें सावधान रहना होगा अब मैं आपके साथ उसी पेपर के कुछ अन्य निष्कर्षों को साझा करूंगा वही मामला जो इन 2 हार्वर्ड प्रोफेसरों द्वारा रिपोर्ट किया गया था और उनके एक सहयोगी ने जिसकी खोज हम साझा कर रहे हैं और हम स्टॉक आउट लागत के बारे में सीख रहे हैं उन्होंने अपने सर्वेक्षण में कहा है कि जब उन्होंने विभिन्न देशों का दौरा किया तो उन्होंने पाया कि 100 स्टॉकआउट में से जो उन्हें मिला या उनके स्टॉकआउट के कारणों का पता चला उन्होंने अपने शोध के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि 72 स्टॉकआउट पाए गए थे रिटेलर की अक्षमता के कारण स्टोर रिटेलर की अक्षमता के कारण स्टोर में उत्पाद शेल्फ पर उपलब्ध नहीं था इसका मतलब है कि स्टोर लापरवाह है वह परवाह नहीं करता स्टोर के लोगों को परवाह नहीं है कि क्या उत्पाद उपलब्ध है क्या खत्म हो गया है जो शेल्फ पर चला गया है और मुझे इसे नए स्टॉक के साथ बदलना होगा 72 लापरवाह हैं इसलिए वे इसके पक्षकार भी हैं इसलिए वे भी प्रभावित हो रहे हैं यदि लोग उसी उत्पाद को दूसरे स्टोर पर खरीदते हैं तो वे बिक्री भी खो रहे हैं 28 स्टॉकआउट निर्माताओं या कंपनियों की अक्षमता के कारण पाए गए जो इन 4 उत्पादों का निर्माण करते हैं लेकिन केवल 28 तो इसका मतलब है कि 72 वह कारण था जो स्टोर के स्टोर स्तर की अक्षमता के कारण था और केवल 28 कारण निर्माता को जिम्मेदार ठहराया गया था कि निर्माण उस विशेष बाजार में या उस विशेष क्षेत्र में हमें परेशान नहीं करता है जो हमें आदेश नहीं मिला है लंबे समय तक हमें यह देखने के लिए कि क्या हमारे उत्पाद की आवश्यकता है या नहीं या पर्याप्त इन्वेंट्री सही नहीं है इसलिए उन्हें उस मामले में भी सावधान रहना चाहिए उपाय क्या है समाधान वह है जो उन्होंने समाधान दिया है कि उन्होंने उपभोक्ताओं के साथ साथ अमेरिका के कुछ स्टोरों के साथ साथ यूके में भी कुछ कार्रवाई की है और उन्होंने स्टॉकआउट से निपटने के लिए इस स्थिति में सुधार कैसे किया है बेहतर आईटी सिस्टम स्टॉकआउट की स्थिति में सुधार कर सकता है लेकिन कुशल आईटी सिस्टम होना महंगा है तो केवल महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटी सिस्टम की मदद से हमारे पास सिस्टम में प्रोग्राम सूचना तकनीक पर आधारित कार्यक्रम हैं जो बताते रहते हैं सिस्टम यह बताता रहता है कि किसी विशेष शेल्फ पर इस श्रेणी के उत्पादों को रखा गया है और यह उत्पाद है आदेश से बाहर चला गया यह उत्पाद ऑर्डर से बाहर चला गया है इसलिए इसका मतलब है कि स्पेस आउट ऑर्डर नहीं है जो मैं कहूंगा लेकिन यह शेल्फ से बाहर हो गया है यह समाप्त हो गया है यह खत्म हो गया है मुझे इसे बदलना चाहिए या स्टोर को नए उत्पाद के साथ बदलना चाहिए यदि ऐसा मामला है जो समस्या को काफी हद तक हल करने में मदद कर सकता है और कई दुकानों को पता चला है कि आईटी सिस्टम में सुधार हुआ है हालांकि वे बहुत महंगे हैं लेकिन अगर उदाहरण के लिए स्टोर बहुत बड़ा है तो हमारे पास कुछ बड़ी श्रृंखलाएं हैं जिन्हें आप कह सकते हैं भारत में बिग बाजार या रिलायंस रिटेलर्स वे भारत में हैं वे उस तरह के सॉफ्टवेयर्स या उस तरह के आईटी सिस्टम को वहन कर सकते हैं इस सर्वेक्षण में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मामलों की रिपोर्ट दी है कि एक बड़ा रिटेलर है जिसे एचआई बट ग्रोसरी एचईबी कहा जाता है किराने का छोटा नाम था अमेरिका में एक किराने की श्रृंखला है यह एक अमेरिकी खाद्य रिटेलर है जिसे आप कहते हैं कि यह एक अमेरिकी खाद्य रिटेलर HE बट ग्रॉसरी है जिसे संक्षेप में HEB कहा जाता है उन्होंने कुशल आईटी प्रणाली के स्थान पर इस साधन की प्रणाली को अपनाया है वे खुदरा विक्रेता हैं और कुशल आईटी प्रणाली होने पर पैसा खर्च करके वे स्टॉकआउट को 225 तक कम करने में सक्षम हैं 225 तक स्टॉक आउट समस्या इस HEB वितरकों या खुदरा विक्रेताओं द्वारा स्टोर स्तर पर हल की गई है एक और रिटेलर है यहाँ अमेरिका में एक और रिटेलर है जो बड़े पैमाने पर कहता है जिसे सेन्सबरी कहा जाता है इसलिए सेन्सबरी ने यह भी कहा कि आईटी प्रणाली में बहुत सुधार हुआ है और उस मामले में आम तौर पर उन्होंने वस्तुओं की संख्या की पहचान की है और सेंसबरी ने लगभग 2000 वस्तुओं को जोड़ा है यह सर्वेक्षण २००० में दिया गया है इसका मतलब है कि वे इस आईटी प्रणाली से जुड़े सामानों की बिक्री करते हैं और इसके परिणामस्वरूप बेहतर आईटी सिस्टम जो कि २००० से अक्सर बिकने वाली वस्तुओं से जुड़ा होता है शीर्ष विक्रय आइटम की हानि को 2 से कम करने में सक्षम हैं इसका मतलब है कि बिक्री में 2 की वृद्धि हुई है तो ये स्टोर जो कहते हैं कि आकार में बहुत बड़े हैं बिक्री की मात्रा सब कुछ है जो बहुत बड़ी हैं अगर इसका मतलब है कि वे आईटी आइटम्स में सुधार करने के लिए कहने के तुरंत बाद 2 तक बिक्री हासिल करने में सक्षम हैं तो आप नियमित लाभ प्राप्त कर सकते हैं बिक्री कितनी होगी तो उस प्रणाली सिस्टम की लागत की क्षतिपूर्ति कंपनी को की जाएगी या कंपनी को इस प्रणाली को लगाने की लागत की भरपाई की जाएगी यदि हम स्टॉकआउट की समस्या से निपटने में सक्षम हैं इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि जब हम कार्यशील पूंजी प्रबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उस तरफ बात कर रहे हैं जब हम बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश न करने के बारे में सावधान रहें ताकि हम दूसरी तरफ भी सावधान रहें निवेश बहुत कम नहीं होना चाहिए क्योंकि लघु निवेश स्टॉकआउट की समस्या पैदा करता है चाहे वह स्तर पर स्टॉकआउट हो या निर्माता की अक्षमता के कारण या रिटेलर की अक्षमता या किसी अन्य माध्यम के कारण कुल वितरण चैनल का घटक जो फिर से एक खराब चीज है हमें इससे बचना चाहिए सभी समय शेल्फ उत्पाद के रूप में होना चाहिए और जब लोग उस स्टोर पर जाते हैं तो वे उत्पाद खरीदना चाहते हैं उत्पाद उपलब्ध होना चाहिए तो इसका मतलब उत्पादों की बहुतायत नहीं है लेकिन सभी प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति की पर्याप्त वांछनीय मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए यह दोनों पक्षों का कर्तव्य है यह रिटेलर का भी कर्तव्य है यह कंपनी की भी जिम्मेदारी है कंपनी की बिक्री बल उन्हें लगातार मिलते रहना चाहिए और कई मामलों में कंपनियां यह जिम्मेदारी लेती हैं कि उनके विक्रेता स्टोर पर जाएं और उन्हें पता है कि यह क्षेत्र है यह वह शेल्फ है जहां हमारे उत्पाद को आमतौर पर स्टोर द्वारा रखा जाता है इसलिए वे बहुत बार आते हैं और वे देखते हैं कि हमारे उत्पाद के सभी संस्करण हर समय उपलब्ध हैं और अगर यह उपलब्ध नहीं है तो उत्पाद को जगह पर रखना उनका काम है कोई और नहीं आएगा हमने कई मामलों में देखा है जब हम बुकस्टोर्स पर जाते हैं तो कुछ अच्छी बुक पब्लिशिंग हाउस उनके प्रतिनिधि बुकस्टोर पर आते हैं वे देखते हैं कि इसका मतलब है कि एक विशेष पुस्तक की बिक्री कम है तो वे क्या करते हैं कि वे किताब को कहीं से उठाकर बैक साइड में रख देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो दुकान या दुकान पर जाता है वे उसे देख सकते हैं और उस किताब पर नज़र डाल सकते हैं और वे बस पुस्तकें उठा सकें यदि उन्हें पुस्तक उपयोगी लगती है तो वे पुस्तक खरीद सकते हैं तो इसे मैन्युफैक्चरर्स भी कर सकते हैं यह खुदरा विक्रेताओं द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन अगर खुदरा विक्रेता ऐसा नहीं करेंगे तो यह आपूर्ति श्रृंखला लोगों का कहना है जो दुकान में आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित कर रहे हैं न कि दुकान के लोगों की जिम्मेदारी कई मामलों में खुदरा विक्रेताओं ने महसूस किया है कि यह स्टोर के लोगों या स्टोर का प्रबंधन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए यह आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन करने वाले लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए इसलिए हर किसी को इस दिशा में काम करना होगा और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त सामान उपलब्ध हो सभी दुकानों में सभी अलमारियों पर हर समय उपलब्ध रहें ताकि स्टॉकआउट की लागत से बचा जा सके तो देखिए जिस चीज के बारे में हम सोच रहे थे वह कोई बड़ी बात नहीं है यदि हम ग्राहक की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं तो वह अगली बार आएगा लेकिन यह उस तरह की बात नहीं है यह बहुत गंभीर मुद्दा है और कंपनियों को इस बारे में सोचना होगा अपनी इन्वेंट्री का प्रबंधन करते हुए इन्वेंट्री में निवेश करने से उन्हें लगता है कि इन्वेंट्री में बहुत अधिक निवेश नहीं है लेकिन इन्वेंट्री में बहुत कम निवेश नहीं है अंत में फिर से इन्वेंट्री में इष्टतम निवेश अन्यथा हमें कई अन्य लागतों से अलग भुगतान करना होगा यदि हम वहन लागत से बचने के लिए जा रहे हैं हम होल्डिंग लागत से बचने जा रहे हैं हम किसी अन्य प्रत्यक्ष लागत से बचने जा रहे हैं इसकी स्टॉक आउट लागत है और यह उतना ही महत्वपूर्ण लागत है इसे टाला जाना चाहिए यहां पर मैं रुकूंगा और अगली कक्षा में इन्वेंटरी प्रबंधन के कुछ नई धारणाओं और पहलुओं की चर्चा करेंगेआपका बहुत बहुत धन्यवाद